नमस्कार तो आज इस व्याख्यान में मैं Z परिवर्तन शुरू करने जा रहा हूं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि Z ट्रांसफॉर्म व्यापक रूप से लागू होने वाले ट्रांसफ़ॉर्म हैं और विशेष रूप से जब हम संकेत प्रसंस्करण करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली में कुछ विशिष्ट उदाहरणों में भी इसका मूल्यांकन होता है अब इस परिवर्तन का सबसे अनूठा पहलू यह है कि यह परिवर्तन एक असतत योग के रूप में परिचित किया गया है बजाय निरंतर अभिन्न जो हमने अब तक अपने अन्य पिछले परिवर्तन सभी में पेश किया है तो चलिए हम Z परिवर्तनों पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है और जैसा कि कुछ छात्र पहले से ही जानते हैं कि Z ट्रांसफ़ॉर्म का संचार और डिजिटल सिस्टम में व्यापक अनुप्रयोग हैं संचार में और डिजिटल सिस्टम मैं भी यह लागू है खैर जैसा कि मैंने Z के बारे में सबसे अनूठा हिस्सा कहा कि यह रैखिक समय के लिए असतत प्रणाली के लिए लागू होने जा रहा है रेखीय समय अपरिवर्तनीय असतत प्रणाली के विपरीत अन्य सभी परिवर्तन जोकि हमने अपने पहले के व्याख्यानों में चर्चा की है तो मुझे इससे पहले कि मैं Z ट्रांसफ़ॉर्मेशन का परिचय दूं मुझे कुछ पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं मैं गतिशील रैखिक प्रणालियों पर अपनी चर्चा फिर से शुरू करने जा रहा हूं और कुछ अधिक विवरण में शर्तें पेश करूंगा इसलिए मैं अपने उन छात्रों का पुनरीक्षण कर रहा हूं जिन्होंने मेरे माध्यम से फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा है मैं उदाहरण में शैनन सैंपलिंग प्रमेय पर चर्चा करता हूं जिन्हें आपने कहीं पर देखे होंगे उनको मैं थोड़ा और विस्तार में बताने जा रहा हूँ गतिशील रैखिक प्रणाली आवेग प्रतिक्रिया फंक्शन और इतने पर तो जब मैं एक प्रणाली के बारे में बात करता हूं इसलिए मैं सबसे बुनियादी परिचय के साथ शुरू कर रहा हूं इसलिए जब मैं एक प्रणाली के बारे में बात करता हूं मैं कहता हूं कि प्रणाली एक ब्लैक बॉक्स की तरह है यह एक उपकरण की तरह है जिसमें हम अपने इनपुट डालते हैं और मान लीजिए यह इनपुट संकेत के रूप में है इसलिए मैं उस सिग्नल को फ़ंक्शन f कहता हूं और यह सिस्टम के माध्यम से जाता है तो सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और जो हमें मिलता है वह एक आउटपुट सिग्नल है जिसे इस निरंतर फ़ंक्शन g द्वारा प्रतिक्रिया फ़ंक्शन के रूप में भी जाना जाता है इसलिए इसका मतलब है कि मेरा आउटपुट जब मैं आउटपुट कहता हूं मैं आउटपुट सिग्नल को दर्शाता हूं आउटपुट पूरी तरह से मेरे इनपुट सिग्नल और मेरे सिस्टम विशेषताओं द्वारा निर्धारित है इसलिए मेरा आउटपुट पूरी तरह मेरे इनपुट और सिस्टम विशेषताओं द्वारा से निर्धारित है इसलिए गणित संकेतन के संदर्भ में मैं कहता हूं कि मेरा आउटपुट g बराबर है L गुणा g Lf जहां L एक ऑपरेटर है जो प्रणाली द्वारा वर्णित है इसलिए ऑपरेटर जिस भी सिस्टम के द्वारा वर्णित है उसके द्वारा वर्णित है मैं अपने आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल के संबंध में अधिक बार लिख सकता हूं ना कि ODE या PDE के समीकरण के ODE प्रकार की तरह जहां L ऑपरेटर है जो विशेष सिस्टम द्वारा वर्णित किया जाता है उदाहरण के लिए सिस्टम एक LCR सर्किट या एक LR सर्किट हो सकता है मैं इस L को ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर कहता हूं और अब मैं भी मान लेता हूं कि L एक रैखिक ऑपरेटर है तो L एक रैखिक ऑपरेटर है और L यह सुपरपोज़िशन के सिद्धांत को संतुष्ट करने वाला है तो यह है सुपरपोजिशन सिद्धांत को तृप्त करता है तो ये कुछ चीजें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं इसलिए मैं सिर्फ आपको कुछ परिचय को फिर से रेखांकित करता हूं टांके Z रूपांतरण का परिचय दे सकूं तो चलिए अब फिर से शुरू करते हैं डेल्टा फंक्शन के अपने विचार को फिर से प्रस्तुत करते हैं इसलिए क्योंकि हम डेल्टा फंक्शन का असतत योग का उपयोग करके निरंतर फंक्शन का वर्णन करने जा रहे हैं इसलिए फिर से हम डेल्टा फंक्शंस पर आते हैं तो मुझे डेल्टा फ़ंक्शन के कुछ मौलिक गुणों को रेखांकित करते हुए शुरू करना चाहिए मैं देखता हूं कि मेरा यह निम्नलिखित संबंध है जोकि सच है δ की मौलिक संपत्ति इसलिए मुझे अच्छी तरह से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि f समय के आसपास अंतराल में निरंतर है तो फिर ठीक है हम देखेंगे कि लगभग सभी नमूने के सिद्धांत को शामिल करते हैं या आप पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम या वास्तव में लेटर्स जैसे फीडबैक सहित सिस्टम शामिल हैं या ईसीजी कार्डियोग्राम वे सभी डेल्टा फ़ंक्शन की इस मौलिक संपत्ति का उपयोग करते हैं अगर मुझे आउटपुट फंक्शन या आउटपुट सिग्नल मिला है तो मैं n अधिकार पर आउटपुट प्रतिक्रिया राशि प्राप्त करने के लिए डेल्टा फंक्शन की इस प्रॉपर्टी का उपयोग करता हूं इसलिए जो भी समय बताता है कि मेरे पास है जानकारी मैं इसे ऐसे सभी समय बिंदुओं पर योग करता हूं उत्पादन इसलिए यदि मेरे इनपुट सिग्नल एक होते तो मेरे असतत सिग्नल पूरी तरह से डेल्टा फ़ंक्शन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता तो जिसका अर्थ है 1 के बराबर इनपुट के लिए डेल्टा फ़ंक्शन मेरा इनपुट इंगित करता है इसलिए मैं इन डेल्टा फ़ंक्शंस को अपनी इकाई आवेग फ़ंक्शन के रूप में कहता हूं क्योंकि यह अच्छी तरह से है यह एक आवेगी फंक्शन है यह प्रत्येक समय बिंदु पर फ़ंक्शन के लिए एक आवेग देता है t tn जिस काआयाम 1 के बराबर है इसलिए तो मैं योग की अभिव्यक्ति I द्वारा प्रतिनिधित्व करता हूं तो I क्या दर्शाता है तो I दर्शाता है कि सैंपल फ़ंक्शन लगभग इकाई आवेग समारोह की एक ट्रेन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो डेल्टा फंक्शन है चलिए अब हम इसके अलावा एक और अनुमान लगाते हैं कि हम कहते हैं कि मैं अपने समय बिंदुओं का उपयोग करने जा रहा हूँ जिसे समान रूप से स्थान दिया जा रहा है मान लेते हैं कि मेरे समय बिंदुओं को समान रूप से अंतराल T के साथ फैलाया जाता है इस विशेष मामले में श्रृंखला −∞ से ∞ तक को आवेग ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है इस मामले में मैं इस श्रृंखला को अपनी आवेग ट्रेन के रूप में दर्शाता हूं तो ये सभी शब्द सिग्नल प्रोसेसिंग में काफी प्रचलित हैं तो इंपल्स ट्रेन से मेरा क्या मतलब है इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अगर मैं इन संकेतों को इन समय बिंदुओं tn पर मापता हूं जो समान रूप से दूरी पर हैं तो हम कहते हैं कि यह 0 −T −2T T 2T पर है रखें इंपल्स ट्रेन मैं देखता हूं कि मेरे इंपल्स फंक्शन का 1 के बराबर अभिन्न मूल्य है इसलिए वे सभी समान हैं और वे समय के बराबर अंतराल पर पहुंचते हैं तो यह एक इकाई आवेग समकालिक बिंदु के समय पर कार्य करता है जिसे इंपल्स ट्रेन के रूप में जाना जाता है इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए देखता हूं कि मैं इस तथ्य का उपयोग करने जा रहा हूं कि मेरी समय बिंदु tn पर आने के लिए समान रूप से दूरी पर हैं और आगे भी उपयोग करने जा रहा हूं कि अवधि T छोटा है हम कहते हैं कि मैं छोटी अवधि को के रूप में निरूपित करता हूं यदि मैं अपनी अभिव्यक्ति का उपयोग करता हूं तो मैं निष्कर्ष पर आता हूं कि इसलिए इसे अभिव्यक्ति मान लेते हैं इसलिए मैं को से गुणा करने जा रहा हूं और मैं को वेरिएबल से बदलने जा रहा हूं इसलिए मैं देख रहा हूं कि यह योग n अनंत डोमेन पर है इसलिए यह असतत योग है इसलिए जो कि एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई है तो यह श्रृंखला असतत समय बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया है इसलिए जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि मैं धीरे धीरे इस योग को एक अभिन्न में बदलने जा रहा हूं इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो मुझे सैंपल फंक्शन मिलता है जो अभिन्न −∞ से ∞ के बराबर है मैं पहले से बता चुका हूं कि सेंपलिंग बहुत छोटा है तो मैं योग को सुरक्षित रूप से एक अभिन्न में बदल सकता है और मुझे लगता है कि मेरा फ़ंक्शन f लिखा जा सकता है इस अभिन्न प्रतिनिधित्व में तो I' का अभिन्न समकक्ष है तो यह I असतत मामला था और अभिन्न समकक्ष है तो फिर हम देखते हैं कि यदि हम को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि यदि मेरे बाएं हाथ को मेरे आउटपुट फ़ंक्शन के रूप में दर्शाया जा सकता है अगर हम के बाएं हाथ की ओर इसे आउटपुट फंक्शन द्वारा निरूपित करते हैं हम इसे g द्वारा निरूपित करते हैं फिर आउटपुट फ़ंक्शन को इस डेल्टा फ़ंक्शन के साथ इनपुट सिग्नल के दृढ़ संकल्प के रूप में दर्शाया जा सकता है अगर हम के बाएं हाथ की ओर इसे आउटपुट फंक्शन द्वारा निरूपित करते हैं हम इसे g द्वारा निरूपित करते हैं फिर आउटपुट फ़ंक्शन को इस डेल्टा फ़ंक्शन के साथ इनपुट सिग्नल के दृढ़ संकल्प के रूप में दर्शाया जा सकता है इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह निम्नलिखित है इसलिए यदि के बाएं हाथ को आउटपुट फ़ंक्शन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है हम इसे एक और नए फ़ंक्शन g द्वारा निरूपित करते है तो g सिस्टम का उत्पादन है और मेरा f सिस्टम का इनपुट है जो कि मैंने किस कन्वेंशन से शुरू किया था तो उस स्थिति में मेरा g है तो यह रिश्ता क्या दर्शाता है अगर मेरे पास एक ऐसी प्रणाली है जहाँ मेरे व्यक्तिगत संकेत यूनिट इंपल्स फंक्शन द्वारा दर्शाया गया हैं इन यूनिट इंपल्स फंक्शन को मेरे आउटपुट को यह निम्नलिखित अभिन्न द्वारा इनपुट से दर्शाया जा सकता हैऔर फिर मैं देख सकता हूं कि यह विशेष अभिन्न कुछ भी नहीं है लेकिन फूरियर का अभिन्न अंग है तो फूरियर फाउलरेशन है